नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है अभी तक हम लोग वेक्टर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन को देखा हैं और इसे मल्टीपल एंटीना वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के संदर्भ में पढ़ें हैं तो हमने मल्टीपल एंटीना वायरलेस सिस्टम में एक ऐस्टीमेशन मॉडल जो चैनल ऐस्टीमेशन करता हो वह देखा उदाहरण के तौर पर हमने डाउन लिंक मल्टीपल एंटीना ट्रांसमिशन सिस्टम लिया और जिसमें बेस स्टेशन पर मल्टीपल एंटीना और मोबाइल स्टेशन पर एक एंटीना था तो किसी सिस्टम के लिए ऐस्टीमेशन प्रॉब्लम को किस तरह लिखा जाएगा यह हमने पहले के अध्ययनों में बताया हमारे पास मल्टीपल एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन के लिए मॉडल है जिसे हम लिख सकते हैं Y1 Y2 so on up to YN की तरह याद रखिए यह ऑब्जर्वेशंस है जो बराबर है आपके पायलट मैट्रिक्स के जिसमें X11 up to XM or XM1 X12 up to XM2 एंट्रीज 9pilot symbol हैं यहां सभी पायलट सिंबल है जोकि 2nd टाइम इंसटेंट पर ट्रांसमिट हुए हैं और X1N to XMN यह आपका पायलट मैट्रिक्स है चलिए इसे कुछ अलग तरीके से लिखता हूं H1 H2 up to HM यह M चैनल कोएफिशिएंट है नाइज सैंपल जोकि V1 V2 Up to VN है यह मल्टीपल एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन के लिए सिस्टम मॉडल है जहां Y1 Y2 so on up to YN जोकि Y bar वेक्टर है यह N ऑब्जर्वेशंस का वेक्टर है यह N x 1 मैट्रिक्स है चलिए इसे लिखते हैं साफ तौर पर यह आपका N x 1 ऑब्जरवेशन वेक्टर है यह N x M पायलट मैट्रिक्स है जोकि पायलट सिंबल्स का मैट्रिक्स है जोकि अननोन है अननोन चैनल कोएफिशिएंट का M x 1 वेक्टर और यह N x 1 एडिटिव नॉइज वेक्टर या नॉइज वेक्टर हैतो यह है हमारे पास सिस्टम मॉडल इसलिए हम लिख सकते हैं आपका Y bar या Y बराबर है X टाइम्स H bar के जो अननोन चैनल वेक्टर है या पैरामीटर वेक्टर जिसे एस्टीमेट किया जाने वाला है V bar तो यह पैरामीटर वेक्टर है पैरामीटर वेक्टर जिसका ऐस्टीमेशन किया जाने वाला है तो हमारे पास है Y bar equals H X times H bar V bar जहां H bar में M चैनल कोएफिशिएंट है M अननोन चैनल कोएफिशिएंट जिन्हें एस्टीमेट किया जाएगा पायलट सिंबल का मैट्रिक्स X है इसे पायलट मैट्रिक्स भी कहा जाता है तो X कहलाता है पायलट मैट्रिक्स यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले कर चुके हैं हमें एक लाइक्लीहुड फंक्शन को तैयार करना होगा वेक्टर पैरामीटर H bar के ऐस्टीमेशन के लिए हमें शुरू करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को तैयार करने से ऐसा लाइक्लीहुड फंक्शन जो पैरामीटर वेक्टर H bar से संबंधित हो और फिर हमें शुरुआत करनी है नाइज सैंपल V1 V2 up to VN का विचार करने से नाइज सैंपल IID गौशियन होने चाहिए और जो इंडिपेंडेंट आईडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड गौशियन रेंडम वेरिएबल जिनका मीन 0 हो और वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर हो तो V1 V2 Up to VN जो IID गौशियन RVs जिनका मीन 0 वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर है का विचार करते हैं जिसका मतलब है हर एक का PDF हर नॉइज सैंपल VK का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है PDF इसे और साफ तौर से लिखते हैं यह प्रत्येक नॉइज सैंपल VK का PDF है जोकि बराबर है 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पाई सिगमा स्क्वायर E रेस टू 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर VK स्क्वायर बेशक इसका मीन 0 है प्रत्येक नॉइज सैंपल VK का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो हम पहले ही कह चुके हैं 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पाई सिगमा स्क्वायर E रेस टू 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर टाइम्स P स्क्वायर K यह गौशियन नॉइज सैंपल है जिनका मीन 0 वेरियंस सिग्मा स्क्वेयर है आगे देखें जैसे कि सारे नॉइज सैंपल इंडिपेंडेंट है इसलिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा नॉइज सैंपल V1 V2 Up to VN का फंक्शन सभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का गुणनफल होगा और यह कुछ जो हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसे जॉइंट PDF भी लिख सकते हैं यह मैं फिर से बता रहा हूं और यह आप पहले से भी जानते हैं की V1 V2 Up to VN ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बराबर होता है प्रत्येक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसे कि F of V1 F of V2 so on until F of VN के गुणनफल के जॉइंट PDF बराबर होता है प्रत्येक PDF के गुणनफल का चलिए हम इसे लिख लेते हैं और क्योंकि VN इंडिपेंडेंट है यह सभी इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल है मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई सिगमा स्क्वेयर E रेस 2 V स्क्वेयर 1 बाय 2 सिग्मा स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिगमा स्क्वायर E रेस टू V स्क्वेयर 2 बाय 2 सिग्मा स्क्वायर और आगे भी इसी तरह जब तक 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिगमा स्क्वेयर E रेस टू V स्क्वेयर N बाय 2 सिग्मा स्क्वायर जो कि मूलत बराबर है 1 ओवर 2 पाई स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर रेस टू पावर ऑफ N बाय 2E रेस टू 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ K इक्वल 1 टू N V स्क्वायर K जोकि जॉइंट PDF है तो यह क्या है यह नॉइज सैंपल की जॉइंट PDF है यह मूलतः नॉइज सैंपल V1 V2 Up to VN की जॉइंट PDF है यह नॉइज सैंपल और कुछ नहीं परंतु यह वेक्टर V bar में है जोकि V1 V2 V bar है जिसका मतलब नॉइज वेक्टर V1 V2 Up to VN के बराबर है यह एक n डाइमेंशनल वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स V1 V2 Up to VN हैं इसलिए इसे नॉइज सैंपल V1 V2 Up to VN की मल्टीवेरिएट डेंसिटी की तरह भी देख सकते हैं यह मल्टी डाइमेंशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है V1 V2 Up to VN का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉइज वेक्टर V bar का मल्टीवेरीएट डेंसिटी भी कहलाता है तो यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है नॉइज वेक्टर का PDF या नॉइज वेक्टर V bar का मल्टीवेरीएट PDF यह कुछ नहीं पर इसमें V1 V2 Up to VN नॉइज सैंपल है एक अलग तरीका है इसे लिखने का अगर आप क्वांटिटी 9quantity को देखें समेशनK इक्वल टू 1 टू NV स्क्वेयर N अब अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे हम जानते हैं कि हमारा नॉइज V bar V1 V2 Up to VN के बराबर है इसलिए अगर अब हम V bar ट्रांस पॉज V bar का विचार करें जो कि एक रो वेक्टर V1 V2 Up to VN टाइम्स कॉलम वेक्टर V1 V2 Up to VN है जिसे आप देखें तो यह कुछ नहीं पर समेशन K इक्वल 1 टू NV स्क्वायर K है और यह नॉर्म ऑफ V bar स्क्वायर है समेशन K इक्वल 1V स्क्वेयर K और कुछ नहीं परंतु V bar ट्रांसपोज टाइम्स V bar है और जो की नॉर्म V bar स्क्वायर है जहां पर नॉर्म V bar नॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ वेक्टर है इसलिए मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकता हूं जोकि मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है अब मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी F ऑफ V bar इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिगमा स्क्वायर E रेस 2 1 ओवर2 सिगमा स्क्वायर सलूशन ऑफ VK स्क्वायर अब मैं इसे नॉर्म ऑफ V bar स्क्वेयर से बदल देता हूं यहां पर एक मुख्य बिंदु है इसे समझें की समेशन हम समेशन K इक्वल टू NV स्क्वेयर K को बदल रहे हैं नॉर्म V bar स्क्वेयर से जहां पर नॉर्म V bar यूक्लिडियन नॉर्मऑफ़ वेक्टर है और जो कि L2 नॉर्मऑफ़ वेक्टर V bar कहलाता है अब जब हम इसे एक बार बदल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम फिर से वापस सिस्टम मॉडल की ओर चलते हैं मॉडल जिसमें Y bar बराबर है HX bar class V barजो दर्शाता है कि हम अब इस ओर ले चल रहे हैं V bar बराबर है Y bar XH bar के अब आप एक चीज देख सकते हैं कि Y bar लिनियरली संबंधित है Y bar v Bar से संबंधित फंक्शन है V bar एक गौशियन रेंडम वेक्टर है और Y bar एक लिनियर ट्रांसफॉरमेशन सम शिफ्ट एक कांस्टेंट के द्वारा स्विफ्ट आपके पास एक लिनियर ट्रांसफॉरमेशन होगा जो कि एक लीनियर फंक्शन परंतु लिनियर ट्रांसफॉरमेशन शिफ्ट होगा और शिफ्ट X टाइम H bar द्वारा तो इसका गहरा संबंध V bar से है जो कि एक गौशियन वेक्टर हैतो Y bar एक गौशियन रेंडम वेरिएबल है अगर हम गौशियन रेंडम वेरिएबल का पैमाना ले और इसे किसी कांस्टेंट से शिफ्ट करें तो जो मिलेगा वह एक गौशियन रेंडम वेरिएबल होगा तो Y bar एक गौशियन रेंडम वेरिएबल है यहां पर यह एक गौशियन रेंडम वेक्टर क्योंकि यह एक वेक्टर है तो Y bar स्वभाव से गौशियन है और V bar का मीन 0 है तो Y bar का मीन X H bar है तो Y bar का मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे हम देख सकते हैं XH bar के बराबर है अभी से देखें V bar इक्वल Y bar H X Hbar और इसे रखेंगे मल्टीडाइमेंशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में मेरे पास F है मैं प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकता हूं 1 ओवर 2 पाई सिगमा स्क्वेयर E रेस 2 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर अब V bar को हटाकर Ybar X H bar रख देता हूं ऑब्जरवेशन Ybar का लाइक्लीहुड फंक्शन P bar P जोकि है ऑब्जरवेशन पैरामीटराइज्ड बाय पैरामीटर वेक्टर H bar Y bar का मीन बराबर होगा XH bar के अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे उपयोग करूं V bar बराबर है Y bar H X H bar के और अब इसे मल्टीडाइमेंशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में रखो तो मेरे पास होगा F मैं प्रोबेबिलिटी को लिख सकता हूं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकता हूं 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वेयर E रेस 2 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर इसे देखें V bar को हटाकर लिख सकता हूं Y bar XH bar अब मेरे पास यहां पर क्या होगा मेरे पास होगा Y bar X H bar स्क्वेयर जो बताता है Y bar गौशियन है मीन XH bar के साथ और याद रखिए यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जब मैं इसे एक अननोन पैरामीटर वेक्टर H bar के फंक्शन के रूप में देखता हूं और अब यह पैरामीटर वेक्टर H bar के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है पैरामीटर वेक्टर H bar के लिए और अब मैं इसे दर्शाता हूं यह बिल्कुल वैसा है जो हम पहले भी कर चुके हैं P ऑफ Y bar जो कि आपका ऑब्जर्वेशन H bar वेक्टर पैरामीटरहै यह आपका लाइक्लीहुड फंक्शन जोकि P ऑफ Y bar पैरामीटराइज्ड बाय पैरामीटर वेक्टर H bar है और जहां Y bar ऑब्जरवेशन है ऑब्जरवेशन Y bar पैरामीटराइज्ड बाय H bar का लाइक्लीहुड फंक्शन जो कि पैरामीटर वेक्टर है तो अभी और साफ है यह आपका ऑब्जर्वेशन वेक्टर है और यह आपका पैरामीटर वेक्टर है आपका पैरामीटर वेक्टर है जो लक्ष्य हमने सोचा था वह हमने प्राप्त कर लिया है जोकि लाइक्लीहुड फंक्शन को तैयार करना था पैरामीटर वेक्टर H bar को एस्टीमेट करने के लिए और अब हम करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है अब हम इसका लॉग लेंगे एक लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं जो कि ऐस्टीमेशन की प्रक्रिया के लिए ज्यादा जिम्मेदार है तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए अगर अब इसे देखें जो प्रक्रिया हम कर चुके हैं वही हम फिर से दोहराएंगे ऑब्जरवेशन पैरामीटराइज्ड बाय पैरामीटर वेक्टर H bar का लाइक्लीहुड फंक्शन और कुछ नहीं पर लाइक्लीहुड फंक्शन PY bar Hbar का नेचुरल लघुगणक हैं याद रखें यहां सेमी कोलन एक मुख्य भूमिका में है जोकि अगर अब हम लाइक फंक्शन का लॉग लेंगे तो आप देखेंगे यह होगा N बाय 2 नेचुरल लघुगणक ऑफ 2 पाई सिगमा ए स्क्वेयर 1 ओवर 2 सिग्मा स्क्वेयर नॉर्म Y bar XXX नॉर्म Y bar X bar होल स्क्वेयर ठीक है तो यह पैरामीटर वेक्टर H bar के लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन से संबंधित है अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगाH bar की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का पैरामीटर वेक्टर H barलॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज किया पैरामीटर वेक्टर H bar का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करता हूं पर जब हम इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे आप पाएंगे कि यह एक कांस्टेंट है N बाय2 लॉक 2 पाई सिगमा स्क्वेयर 1 ओवर 2 सिगमा ए स्क्वेयर यह कांस्टेंट है आप फिर से एक बार देखें यहां पर एक नेगेटिव साइन है तो आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे और नेगेटिव को उलट देंगे अब आप देखेंगे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का मैक्सीमाइजेशन इस हिस्से के मिनिमाइजेशन के बराबर है यह समकक्ष है यह समकक्ष का सिंबल है यह समकक्ष है नॉर्म Y bar X bar होल स्क्वेयर को मिनिमाइज करने के जोकि एस्टीमेट है ML एस्टीमेट ऑफ H bar नॉर्म Y bar X bar स्क्वेयर को मैक्सिमाइज करने पर H bar मिलेगा और अगर आप इस क्वांटिटी को देखें तो यह मूलतः नॉर्म ऑफ Y bar XH bar होल स्क्वायर जोकि स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ एरर Y bar X Hbar है जोकि स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ एरर है और हम H bar निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो एक लीस्ट स्क्वेयर नॉर्म ऑफ एरर् देता है तो Hbar या ML एस्टीमेट लीस्ट स्क्वेयर देता है या कहें लीस्ट स्क्वेयर नॉर्म ऑफ एरर् देता है इसलिए यह बहुत प्रचलित कॉस्ट फंक्शन है इसे कहेंगे लीस्ट स्क्वेयर चलिए मैं से लिखता हूं बड़े से शब्दों में लीस्ट स्क्वेयर यह बहुदा इस्तेमाल होने वाली लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम या लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है यह बहुदा इस्तेमाल होने वाली लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है जो Y bar H X bar Y bar H X bar नॉर्म स्क्वायर नॉर्म स्क्वायर ऑफ एरर है जो Y bar H X bar है और हम X bar निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो नॉर्म स्क्वायर ऑफ एरर को मैक्सिमाइज करें जो लीस्ट स्क्वेयर निकालेगी जो H bar निकालेगी जिसकी लीस्ट स्क्वेयर है लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम कहलाती है यह कॉस्ट फंक्शन लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन कहलाता है इसलिए MLमैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट ऑफ चैनल वेक्टर H bar दिया जाएगा सोल्यूशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम से और यहां यह समझना बहुत जरूरी है की ML एस्टीमेट सोल्यूशन टू LS है LS लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन या लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम का संक्षिप्त नाम है तो आज के अध्याय में हमने क्या देखा शुरुआत में हमने सिस्टम मॉडल देखा यह वेक्टर सिस्टम मॉडल Y bar इक्वल XH bar V bar जोकि मल्टीपल एंटीना सिस्टम में चैनल स्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर हमने नाइज सैंपल के लिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को तैयार किया जिससे हमने ऑब्जरवेशन वेक्टर Y bar के गौशियन स्वभाव को प्राप्त किया और इस अननोन पैरामीटर वेक्टर के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन भी तैयार किया अननोन पैरामीटर वेक्टर H bar के ऐस्टीमेशन के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन है और हमने यह भी देखा कि लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना समकक्ष है मिनिमाइज करना नॉर्म ऑफ Y bar H X bar स्क्वायर को यह लीस्ट स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन या लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम कहलाता है क्योंकि यह H bar से संबंधित है और जो देता है लीस्ट स्क्वेयर नॉर्म ऑफ एरर् Y bar HX bar ठीक है तो हमने लाइक्लीहुड फंक्शन को तैयार कर लिया है और जो पैरामीटर वेक्टर H bar के ऐस्टीमेशन को सूत्रबद्ध करने के लिए लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम है आगे आने वाले अध्यायओं में हम लोग लीस्ट स्क्वेयर का प्रॉब्लम को हल करेंगे और पैरामीटर के एस्टीमेट की गणना करेंगे पैरामीटर वेक्टर H bar का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट करेंगे तो अब हम इस अध्याय खत्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद